नमस्कार पिछले व्याख्यान में हमने कपल्ड लाइन दिशात्मक युग्मक के बारे में बात की है इसलिए जहां हमने देखा था कि पोर्ट नंबर 1 में एक इनपुट है जो सीधे पोर्ट 2 में जाता है और अगर आप एक और लाइन डालते हैं जो इस विशेष लाइन के करीब है तो इस दिशा में प्रवाहित होने वाली करंट के कारण प्रेरित EMF इस दिशा में है तो यह युग्मित पोर्ट बन जाता है और यह एक अलग पोर्ट है इसका विश्लेषण वास्तव में एक विषम मोड अवधारणा का उपयोग करके किया गया था तो मैंने आपको अवधारणा को बहुत संक्षेप में समझाया था लेकिन आज मैं सम और विषम मोड अवधारणा के बारे में बहुत अधिक विस्तार से बात करने जा रहा हूं लेकिन बस एक त्वरित रूप से देखें कि हमने पिछले व्याख्यान में क्या कवर किया था तो फिर सम मोड एक्साईटेशन फिर विषम मोड एक्साईटेशन उसके बाद हमने देखा कि λ4 के बराबर लंबाई के लिए युग्मन अधिकतम है और ये विशेषता इम्पीडेन्स और युग्मन के संदर्भ में सम मोड और विषम मोड इम्पीडेन्स के लिए अभिव्यक्ति हैं इसलिए उसके बाद हमने मूल डिजाइन अवधारणा पर ध्यान दिया कि 10 dB युग्मन के लिए ये सम और विषम मोड के मूल्य हैं और ग्राफ़ से हमने पढ़ा था कि wd और sd के मूल्य क्या हैं फिर हमने सम मोड में εe और साथ ही विषम मोड ε0 में देखा और हमने इस बारे में भी बात की थी कि प्रभावी εe कुछ भी नहीं है लेकिन εe और ε0 का वर्गमूल है फिर हमने 20 dB कपलर के लिए एक माइक्रोस्ट्रिप लाइन के डिजाइन उदाहरण को देखा और हमने देखा कि इस विशेष चीज की प्रत्यक्षता बहुत खराब थी और यह कई अनुप्रयोगों के लिए स्वीकार्य नहीं है इसलिए हमने स्ट्रिपलाइन की अवधारणा को देखा और हमने एक सब्सट्रेट के रूप में हवा का उपयोग किया था या आप कह सकते हैं कि हमने दो धातु की प्लेट का उपयोग किया था जो हवा में लटके हुऐ थे और हमारे पास शीर्ष पर और साथ ही तल पर एक ग्राउंड प्लेन था और 10 dB कपलिंग के लिए इस मामले में हमें लगभग 40 dB की प्रत्यक्षता मिली यहां तक कि 30 dB कपलिंग के लिए हमें 40 dB से अधिक की प्रत्यक्षता मिली अब ये कप्लर्स आमतौर पर माइनस 10 dB से माइनस 20 या माइनस 30 dB तक युग्मन बोलने के लिए अच्छे होते हैं लेकिन कई बार ऐसी आवश्यकता होती है कि हम चाहते हैं कि युग्मित पावर उच्च हो या हम इसे एक टाइट युग्मक भी कह सकते हैं मजबूत युग्मन तो इन दो युग्मित लाइनों के बीच युग्मन को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है इसलिए निश्चित रूप से हम उस अंतर को कम करने में लगे रहते हैं जो युग्मन को बढ़ाता है दूसरा तरीका यह है कि हम वास्तव में एक लाइन को यहाँ से जोड़ते हैं और हमें एक और लाइन यहाँ पर लेते हैं तो अब वहाँ क्या होगा यहाँ प्रत्यक्ष युग्मन यहाँ प्रत्यक्ष युग्मन तो यह अवधारणा है जो आज का विषय है और यह एक दो शाखा लाइन युग्मक है तो हम देखते हैं कि यह क्या है तो यहां हमारे पास एक पोर्ट 1 है जिसे आप पोर्ट 2 पोर्ट 3 पोर्ट 4 कह सकते हैं अब यहां हम पहले से ही जानते हैं कि अधिकतम युग्मन तब होता है जब लंबाई λ4 के बराबर होती है तो यह लंबाई λ4 है यह लंबाई λ4 है और अब हमने इन दो पंक्तियों और इन पंक्तियों के बीच दो शाखाएँ लगाई हैं λ4 के बराबर हैं आइए हम पहले अवधारणा भाग देखें और फिर हम इस 3 dB युग्मक के लिए S मैट्रिक्स को पूरा करने का प्रयास करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हम कहते हैं कि हम पोर्ट 1 पर इनपुट दे रहे हैं इसलिए जब हम इनपुट पोर्ट 1 में देंगे तो पावर का एक हिस्सा यहाँ जाएगा और पावर का एक हिस्सा यहाँ जाएगा इसलिए यह पावर जब यहाँ पहुँचती है तो यह माइनस 90 डिग्री के एक फेज डिले का अनुभव करती है क्यों क्योंकि लंबाई λ4 और फेज है जो θβl है तो β 2πλ×λ4 जो 90 डिग्री होगा क्योंकि डिले कोण माइनस 90 डिग्री होगा इसलिए इस बिंदु पर फिर से पावर विभाजित हो जाती है यहाँ का हिस्सा यहाँ चला जाता है तो इस बिंदु पर फेज डिफ्रेंस यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री एक और 90 डिग्री तो यह शून्य से 180 डिग्री होगा या आप 180 डिग्री कह सकते हैं आइये अब देखते हैं पोर्ट 2 पर क्या हो रहा है तो एक रास्ता यहाँ से आता है जो 90 डिग्री है एक और रास्ता जो यहाँ से यहाँ तक है 90 डिग्री एक और 90 डिग्री एक और 90 डिग्री तो यहाँ से फेज डिले माइनस 270 डिग्री है यहाँ से यह माइनस 90 डिग्री है अब माइनस 270 को प्लस 90 के रूप में भी दर्शाया जा सकता है इसलिए हमारे पास एक रास्ता है जो माइनस 90 डिग्री को दूसरा रास्ता दे रहा है जो कि प्लस 90 डिग्री दे रहा है और अगर हम इस विशेष युग्मक को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि यहाँ से आने वाली पावर और यहाँ से आने वाली पावर ये दोनों चीजें समान परिमाण की हैं तब फिर क्या होगा इससे रास्ता और इससे निकलने वाला रास्ता एक दूसरे को रद्द कर देगा तो कोई पावर नहीं होगी जो पोर्ट 2 में जा रही है और हम अब डिजाइन भी कर सकते हैं कि हम यहां आधी पावर भेज सकते हैं आधी पावर यहां इसलिए यदि हम आधी पावर यहां भेजते हैं तो आधी पावर यहां 3 dB कपलर के रूप में जानी जाती है हम अन्य मूल्यों के बारे में भी बात करेंगे लेकिन एक 3 dB कपलर एक बहुत ही आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली चीज है और इसके कई अनुप्रयोग हैं और यहाँ एक बात मैं यहाँ से फिर से जोर देना चाहता हूँ यहाँ पर माइनस 90 डिग्री फेज डिफ्रेंस है यहाँ से यहाँ माइनस 90 माइनस 90 माइनस 180 डिग्री है तो इन दो पोर्ट्स के बीच का अंतर 90 डिग्री का होगा तो अब यहां S मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं तो 1√2 को बाहर ले जाया जाता है जो यहां आधी पावर के बराबर है आधी पावर यहां याद है क्योंकि मैंने उल्लेख किया है कि यह 3 dB कपलर है इसलिए हमने इसके लिए जो डिजाइन किया है उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए तो नो रिफ्लेक्शन का मतलब S11 0 के बराबर है इसलिए यहाँ से यहाँ कोई पावर नहीं जाती है तो यह भी 0 है इसलिए इस विशेष मामले में पोर्ट 2 को पृथक पोर्ट के रूप में जाना जाता है यह प्रत्यक्ष युग्मित पोर्ट है और यह युग्मित पोर्ट है फिर 1 से 3 तक इसलिए पथ 90 और 90 180 डिग्री है तो वहाँ माइनस 1 1 वर्गमूल 2 यहाँ से बाहर पथ पर ले जाया गया है यहाँ शून्य से 90 डिग्री फेज डिले है तो यह एक पद है जो माइनस j है तो इसी तरह आप बाकी शर्तों को पूरा कर सकते हैं आप इस विशेष नेटवर्क की समरूपता का उपयोग कर सकते हैं और बाकी मैट्रिक्स को पूरा कर सकते हैं तो अब देखते हैं कि हम इसका विश्लेषण कैसे करते हैं अब यह एक 4 पोर्ट समस्याओं के अलावा कुछ भी नहीं है तो यह 4 पोर्ट समस्या एक समरूपता का उपयोग करके सरल है इसलिए हम देख सकते हैं कि इस विशेष अक्ष के साथ समरूपता है तो समरूपता की अवधारणा का उपयोग करके और मैंने कपल लाइन के लिए उल्लेख किया है कि हम केवल पोर्ट 1 को खिलाने के बजाय क्या करते हैं जो कि कहते हैं यह 1 है यह 0 0 0 हैं अब हम इस बारे में सोचेंगे कि हम क्या खिला रहे हैं हम कहते हैं कि प्लस 1 यहाँ प्लस 1 है यहाँ और फिर यह एक समरूप सममिति होगी दूसरी बार जब हम यहाँ प्लस 1 और माइनस 1 को फीड करने के बारे में सोचेंगे तो यह विषम मोड समरूपता होगी और फिर दोनों का औसत लेगा इसलिए प्लस 1 प्लस 1 और 2 से विभाजित करने यह प्लस 1 होगा 1 माइनस 1 यहाँ पर 0 के बराबर होगा तो सम और विषम मोड विश्लेषण के लिए मूल अवधारणा है तो आइए देखें कि अब हमारे पास क्या है तो यह एक सामान्यीकृत सर्किट है इसलिए हमारे पास Z0s लिखने के बजाय यहां है हमने यहां Z0 को 1 लिखा है और ये इम्पीडेंसेस सामान्यीकृत हैं आप देख सकते हैं कि ये Za Za हैं और ये Zb Zb हैं तो अब केवल अवधारणा को बताने के लिए कि हम क्या करते हैं तो 4 पोर्ट नेटवर्क दो डीकपल्ड दो पोर्ट नेटवर्क के सेट में विघटित हो जाता है क्योंकि यहाँ इस विशेष अक्ष के साथ समरूपता है और फिर हम क्या करते हैं हम समरूपता और विरोधी समरूपता का उपयोग करके सम और विषम मोड सर्किट का उपयोग करते हैं ठीक है और फिर वास्तविक प्रतिक्रियाओं को सम और विषम मोड एक्साईटेशन के कुछ प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके रेस्पॉन्स प्राप्त किया गया तो अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो यहाँ एक सम और विषम मोड एक्साईटेशन है तो यहाँ यह समरूपता की लाइन है तो यहां सम मोड के लिये प्लस हाफ प्लस हाफ लिख सकते है या आप 1 1 कह सकते हैं और फिर आप बाद में 2 से विभाजित कर सकते हैं इसलिए यहाँ जब हम इनपुट प्लस देते हैं तो इस विशेष अक्ष के साथ साथ आप कह सकते हैं कि वहाँ होगा अगर यह वोल्टेज समान है तो यहाँ कोई करंट नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि यह विषम मोड एक्साईटेशन के लिए इस विशेष बिंदु पर ओपन सर्किट में परिणाम होगा अब यह प्लस आधा है यह माइनस आधा वोल्टेज है आप कह सकते हैं कि इस विशेष बिंदु पर 0 के बराबर होगा जिसे शॉर्ट सर्किट से बदल दिया जाता है तो हम क्या करे हम वास्तव में सबसे पहले इस विशेष नेटवर्क के ABCD पैरामीटर्स को यहां और ABCD पैरामीटर्स को इस नेटवर्क के लिए पाते हैं और ABCD पैरामीटर्स से हम रिफ्लेक्शन गुणांक पा सकते हैं यदि आप पहले याद करते हैं तो यह A BZ0 CZ0 D के रूप में लिखा गया है लेकिन यहाँ हम वास्तव में Z0 के संबंध में इन बातों को सामान्यीकृत कर रहे हैं यह याद रखना आसान है तो A B C D ABCD यहां A प्लस B प्लस C प्लस D का योग है और यह A प्लस B माइनस C माइनस D है और यह ट्रांसमिशन गुणांक है या आप कह सकते हैं कि यह S11 है और यह S21 है ठीक है तो यह है कि हम विश्लेषण कैसे कर सकते हैं अब फिर से हम आगे बढ़ते हैं तो यहां तक कि विश्लेषण करें कि अब हम इसे कैसे करते हैं तो अब ओपन सर्किट के बारे में सोचना है अब यह बिल्कुल भी मौजूद नहीं है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह एक शाखा है और फिर एक संचरण लाइन है और फिर यहाँ एक और शाखा है तो अब ABCD पैरामीटर्स को याद करें इसलिए हम वास्तव में इस समस्या को 3 अलग अलग खंडों में विभाजित कर सकते हैं इसलिए इस खंड में एक खंड शामिल होगा और इस खंड में तीसरा खंड शामिल होगा जैसा कि मैंने इस विभाजन को बताया और समस्या का समाधान किया तो अब यहाँ पर हम इनपुट इम्पीडेन्स से देख सकते हैं यह एक ओपन सर्किट है इसलिए हम यह पता लगा सकते हैं कि यहाँ से इनपुट इम्पीडेन्स क्या है जो बाद में एक अलग शंट एडमिटन्स द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है इसलिए शंट एडमिटन्स के लिए हमने सूत्र देखा था अब यहाँ यह एक ट्रांसमिशन लाइन है इसलिए ट्रांसमिशन लाइन के लिए हमने देखा था कि इम्पीडेन्स को यहाँ Za के रूप में दर्शाया गया है जो कि लाइन की विशेषता इम्पीडेन्स है लेकिन इस का ABCD पैरामीटर होगा याद रखें कि ये सामान्यीकृत मूल्य हैं और फिर 0 इसके लिए फिर से जो हम देखते हैं वह एक अलग तत्व है इसलिए यह होगा तो ये j टर्म आ रहे हैं क्योंकि आप यहाँ से बराबर की चीज़ देख रहे हैं तो ओपन सर्किट लाइन याद रखें यदि आप यहाँ से देखते हैं और चूंकि यह लंबाई अब क्या होगी यह λ4 का आधा होगा तो यह लंबाई λ8 है λ8 λ4 से कम है और ओपन ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटिव की तरह काम करेगी तो हम कह सकते हैं कि jyb y के रूप में कैपेसिटिव टर्म के अलावा और कुछ नहीं है Y में हम कैपेसिटेंस को jωC के रूप में लिखते हैं इसीलिए यहाँ पर j टर्म है तो अब हम सभी को इन 3 मैट्रिसेस को सरल बनाने की आवश्यकता है जो इस विशेष अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ यह सम मोड ABCD पैरामीटर के लिए है अब हम विषम मोड के लिए करते हैं विषम मोड के मामले में हमारे पास यहां क्या है यहां शॉर्ट सर्किट होता है यहां शॉर्ट सर्किट होता है तो आप वास्तव में इस विशेष भाग की उपेक्षा कर सकते हैं ठीक है तो अब हम यहाँ से देख रहे हैं यदि हम यहाँ से इनपुट इम्पीडेन्स को देखते हैं क्योंकि यह एक छोटा इनपुट इम्पीडेन्स है जो इंडक्टिव होगा तो y के संदर्भ में एक नकारात्मक चिह्न होगा ठीक तो यह कुछ -jωL के समान है ठीक है तो यह वही है जो कैपेसिटिव एडमिटन्स है तो फिर से यह एक शंट y है इसलिए इसके बाद यह एक ट्रांसमिशन लाइन है और फिर यहां एक शंटिंग है 3 मेट्रिसेस को हम विषम मोड के लिए ABCD से गुणा करते हैं एक बार जब हमने ऐसा कर लिया है तो अब हमें इन ABCD पैरामीटर्स से S पैरामीटर्स का पता लगाना होगा तो अभी हम इसे कैसे करते हैं हमें सुपरपोजिशन का सिद्धांत लागू करना होगा तो हम S11 देखते हैं S11 अब क्या होगा तो यह आधा होगा कि हम आधा क्यों ले रहे हैं क्योंकि यह 1 था और फिर माइनस 1 ठीक है इसलिए जब हमने विश्लेषण किया था तब सम मोड 1 प्लस 1 था इसलिए यह Γe से मेल खाता है विषम मोड के लिए यह प्लस 1 माइनस 1 है इसलिए S11 के लिए हमें दो और जोड़ना होगा औसत लें S21 पोर्ट 1 के लिए यहाँ पोर्ट 2 नीचे था तो अब उसके लिए फिर से हम एक रिफ्लेक्शन देख रहे हैं लेकिन साथ ही यहां प्लस आधा है यहां माइनस आधा है इसलिए हमें वह अंतर लेना होगा जो मुझे S21 देता है अब ट्रांसमिशन गुणांक के लिए S31 1 यहां था 2 यहां था 3 यहाँ था तो यह ट्रांसमिशन गुणांक नहीं है और यह पोर्ट 4 के लिए ट्रांसमिशन गुणांक है इसलिए ऊपर यह प्लस था इसलिए हमारे पास एक प्लस टर्म और नीचे है जब अन्य पोर्ट एक माइनस था तो यह वह जगह है जहां माइनस टर्म है और जहां सिर्फ फिर से लिखने के लिए रिफ्लेक्शन गुणांक इसके द्वारा दिया जाता है इस विशेष अभिव्यक्ति द्वारा ट्रांसमिशन गुणांक दिया जाता है तो हम पहले से ही विषम मोड के लिए ABCD पैरामीटर्स को जानते हैं तो सम और विषम मोड ABCD पैरामीटर्स से हम विषम मोड और सम मोड पर रिफ्लेक्शन गुणांक तथा विषम मोड और सम मोड पर संचरण गुणांक का पता लगा सकते हैं और उसी से हम सभी S पैरामीटर्स की गणना कर सकते हैं तो अब उसके बाद हम विभिन्न डिज़ाइन स्थिति लागू करते हैं इसलिए पहली डिज़ाइन स्थिति यह है कि हम पोर्ट 1 पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं चाहते हैं इसलिए इसका मतलब है कि S11 0 के बराबर है दूसरी डिज़ाइन स्थिति यह है कि हम एक पूर्ण आइसोलेशन चाहते हैं जिसका अर्थ है S21 S12 के बराबर है ये 0 बराबर है अब निश्चित रूप से ये स्थितियाँ सभी फ्रीक्वेंसी यों पर नहीं होंगी ठीक है तो हम इस विशेष स्थिति को केवल केंद्र फ्रीक्वेंसी पर डाल रहे हैं ठीक है तो केंद्र फ्रीक्वेंसी से दूर ये चीजें अलग होंगी ठीक अब इन दो स्थितियों को पिछले समीकरण में S21 के बराबर S11 0 के बराबर डालकर हम इसे सरल बना सकते हैं और इससे ya2 yb2 1 होता है निश्चित रूप से यह पूरी बात इम्पीडेन्स के रूप में भी लिखी जा सकती है तो बस इस ya को 1za में बदलें yb है 1zb इसे सरल बनाएं आपको यह विशेष स्थिति मिलेगी अब हम तीसरी डिज़ाइन स्थिति जोड़ रहे हैं अब यह पहली बार है जब हम एक शर्त लगा रहे हैं कि हम 3 dB कपलर डिजाइन करना चाहते हैं यह शर्त किसी अन्य युग्मन मूल्य के लिए भी मान्य है तो आप इसे 1 dB या 2 dB या 3 dB या 5 dB के लिए 10 dB तक के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं तो 10 dB से आगे क्या होता है वास्तव में 10 dB से अधिक बोलने से शाखाओं की लाइन की चौड़ाई बहुत पतली हो जाएगी जो व्यावहारिक रूप से वास्तविक नहीं हैं इसलिए यदि आप माइनस 10 dB या माइनस 20 dB की कपलिंग चाहते हैं तो कपल लाइन डायरेक्शनल कपलर का उपयोग करना बेहतर है और यदि आप चाहते हैं कि एक तंग युग्मन युग्मित लाइन दिशात्मक युग्मन का उपयोग न करें क्योंकि वहाँ अंतराल बहुत छोटा हो जाता है तो आप शाखा लाइन युग्मक का उपयोग करते हैं तो यहां 3 dB कपलर के लिए शर्त है कि इसका मतलब है कि पावर दो आउटपुट पोर्ट्स को दी जाएगी जो समान हैं 212 और यदि आप इस शर्त को रखते हैं और सरल करते हैं हमें क्या मिलता है zb 1 za 1√2 अब ये सामान्यीकृत मूल्य हैं जब हम डीनोर्मालिज़ेड करते हैं हम कह सकते हैं कि Za Z0√2 के बराबर है और Zb Z0 के बराबर है इसलिए यदि हम Z0 को 50 ओम के रूप में लेते हैं तो Zb 50 Ω बन जाता है और Z 50 वर्गमूल 2 से विभाजित हो जाता है जो कि 3535 Ω है तो आइए हम इस के उदाहरण को डिजाइन के उदाहरण के साथ देखते हैं तो यहाँ x बैंड पर एक दो शाखा लाइन युग्मक है हमने 93 GHz के रूप में केंद्र फ्रीक्वेंसी ली है जो 8 से 12 GHz के x बैंड के भीतर है अब चूंकि फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक है कृपया एक ग्लास एपॉक्सी सब्सट्रेट न लें क्योंकि लॉसेस बहुत अधिक होगा तो यहाँ हमने लिया है मैं इसे एक महंगा सब्सट्रेट कहूंगा जिसमें एक εr 22 और मोटाई 0787 मिमी है जिसे आप 08 मिमी के करीब कह सकते हैं जो वास्तव में 132 इंच से से मेल खाती है tanδ अपेक्षाकृत छोटा 0001 है ठीक है इसलिए चूंकि फ्रीक्वेंसी 93 गीगाहर्ट्ज है इसलिए हमें इन लंबाई को λ4 के रूप में लेना होगा इसलिए कोई भी गणना कर सकता है यह पता लगाने के लिए कि पहले लैम्ब्डा 0 से 4 और फिर आपको पहले 50 ओम से संबंधित गणना करनी होगी कि लाइन की चौड़ाई क्या है ठीक लाइन की चौड़ाई की गणना से ε प्रभावी क्या है और इस 35 ओम के अनुरूप चौड़ाई क्या है और फिर उस गणना से प्रभावी ε और ये चीजें तब आपको मुख्य लाइन और शाखा लाइन की सटीक लंबाई देगी तो कृपया याद रखें कि यह लंबाई यहां की लंबाई से थोड़ी भिन्न होगी भले ही हम कहते हैं कि ये चीजें λ4 हैं लेकिन कृपया याद रखें कि इस विशेष शाखा लाइन की तुलना में प्रभावी ε अलग है तो लंबाई थोड़ी अलग होगी ठीक है आप देख सकते हैं कि इस विशेष चीज में संपूर्ण आकार है आप 10 मिमी से 10 मिमी से कम कह सकते हैं इसलिए 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर तो हम इस विशेष मामले के परिणामों को यहां देखें ठीक है तो चलिए पहले देखते हैं कि यह इनपुट पोर्ट 1 पोर्ट 3 पोर्ट 4 है इसलिए पोर्ट 3 और 4 में क्योंकि हमने इसे 3 dB कपलर के रूप में डिज़ाइन किया है आप देख सकते हैं कि S14 या आप कह सकते हैं कि S41 वे सममित हैं S41 और यह S31 या S13 ये दोनों आप यहाँ कह सकते हैं कि पावर लगभग समान रूप से विभाजित है और यह मान शून्य से 32 dB है आदर्श माइनस 3 dB रहा होगा एक अतिरिक्त नुकसान का यह मुख्य कारण है कि इन माइक्रोस्ट्रिप लाइनों से कुछ विकिरण होते हैं ठीक है और निश्चित रूप से कम कंडक्टर नुकसान और बहुत कम डायएलेक्ट्रिस नुकसान होंगे अब देखते हैं कि S11 क्या है तो यह यहाँ है S11 और यह वह प्लॉट है जिसे आप S21 के लिए कह सकते हैं इसलिए हम यहां से देख सकते हैं कि वे एक दूसरे के लिए काफी सममित हैं और हम कह सकते हैं कि S11 के साथ साथ S21 का अर्थ है कि यह रिफ्लेक्शन गुणांक है यह आइसोलेशन है वे 875 से 975 गीगाहर्ट्ज़ तक माइनस 20 dB से कम हैं आप देख सकते हैं कि इसमें लगभग 1 गीगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ है जो लगभग 108 प्रतिशत है अब वही चीज हमें 900 मेगाहर्ट्ज पर कम लागत वाली प्राप्ति दिखाती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मुख्य रूप से बहुत उच्च फ्रीक्वेंसी या अनुप्रयोगों के लिए एक महंगी सब्सट्रेट का उपयोग करना चाहिए जो मुख्य रूप से या तो रक्षा या अंतरिक्ष के लिए हैं क्योंकि उनकी लागत उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना प्रदर्शन महत्वपूर्ण है ठीक है और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए लागत हमेशा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और प्रदर्शन के लिए एक मामूली नुक़सान किया जा सकता है ठीक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप प्रदर्शन पर समझौता करते हैं ठीक है तो हम यहाँ पर देखते हैं अब यह फिर से वही दो शाखा युग्मक है तो हम जानते हैं कि यह 3535 ओम है यह 50 ओम है तो 3535 ओम के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ चौड़ाई बड़ी है 50 ओम के लिए यह चौड़ाई अपेक्षाकृत छोटी है हमने एक कम लागत वाले सब्सट्रेट का उपयोग किया है जो FR 4 सब्सट्रेट है जिसे ग्लास एपॉक्सी सब्सट्रेट के रूप में भी जाना जाता है तो ये पैरामीटर हैं और ये प्लॉट हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां से यहां तक कि बस यह नोटिस किया जाता है कि पोर्ट नंबर अलग अलग परिभाषित हैं ठीक है तो यह हमेशा नहीं है कि हमें 1 2 3 4 कहना चाहिए ठीक है तो यहां 1 2 है आप 3 4 कह सकते हैं इसलिए पोर्ट संख्याओं को देखें जो भी संख्याएं हैं प्रतिक्रिया उसी के अनुरूप होगी तो आइए यहां देखते हैं कि S21 और S31 क्या हैं आप यहां देख सकते हैं कि ये दो वक्र हैं और आप देख सकते हैं कि डिजाइन केंद्र की फ्रीक्वेंसी पर वे लगभग समान हैं और माइनस 3 dB के बजाय ये लगभग माइनस 32 dB या इसके आसपास हैं जो इतना बुरा नहीं है अब हम S11 प्लॉट देखते हैं जो काले रंग में दिखाया गया है और यह S41 प्लॉट है जिसे यहाँ पर इस विशेष रंग में दिखाया गया है तो कोई देख सकता है कि माइनस 20 dB के लिए या S11 से नीचे या S41 से कम माइनस 20 dB से कम है प्राप्त बैंडविड्थ 846 से 948 या 846 से 942 है क्योंकि हमने 900 मेगाहर्ट्ज पर डिजाइन किया था अब निश्चित रूप से इसे थोड़ा बढ़ाया जा सकता है अगर आप कहते हैं कि अगर आप एक GSM बैंड चाहते हैं जो 890 से 960 है तो बैंडविड्थ की आवश्यकता 70 है लेकिन यहां हमें लगभग 100 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ मिल सकती है जो कि 70 से अधिक है तो यदि आप चाहते हैं तो आपको बस इतना करना चाहिए कि डिजाइन स्पेसिफिकेशन 890 से 960 हो आप इन शाखाओं को थोड़ा कम कर सकते हैं ठीक है अब हम देखते हैं कि दो शाखा युग्मक बहुत अधिक बैंडविड्थ नहीं देते हैं जो विशिष्ट बैंडविड्थ प्राप्त होता है वह 10 से 11 प्रतिशत के क्रम का होता है और कई मामलों में आपको बड़े बैंडविड्थ की आवश्यकता हो सकती है तो यहाँ 3 ब्रांच कपलर का एक उदाहरण है और इसके लिए 3 ब्रांच कपलर है मुझे पहले कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने दें तो यहाँ एक इनपुट 1 है एक आउटपुट है 2 3 4 इसलिए पहला कॉन्सेप्ट पॉइंट तो यहाँ से यहाँ तक कि 90 डिग्री एक और 90 डिग्री इसलिए फेज माइनस 180 होगा तो यहाँ से 3 रास्ते हैं इसलिए एक मार्ग 90 180 फिर 90 90 90 फिर 90 90 90 है इसलिए सभी 3 पथ मूल रूप से मुझे माइनस 270 डिग्री का फेज डिफरेंस देते हैं तो यह माइनस 180 है यह माइनस 270 है इसलिए आउटपुट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा अब देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि यह अपेक्षाकृत पतली लाइन है यह मोटी है यह अपेक्षाकृत पतली लाइन है हमने क्यों चुना है कि अब मैं इसे समझाऊंगा तो यहाँ से यहाँ तक का रास्ता माइनस 90 डिग्री है इसलिए यहाँ से यहाँ तक कि यहाँ 90 90 180 180 90 270 270 90 360 तो हम 360 को 0 के बराबर कह सकते हैं तो पथ शून्य से 90 है इसलिए यहां एक पथ शून्य से 90 इस मार्ग से यहां शून्य से 90 है इसलिए ये दो मार्ग जोड़ देंगे लेकिन अब हम देखते हैं कि यहां क्या हो रहा है यह 90 है एक और 90 है दूसरा 90 है इसलिए यह माइनस 270 डिग्री है जो प्लस 90 डिग्री के बराबर है तो अब इन इम्पीडेन्सेस को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ से यहाँ तक का मार्ग जोड़ देगा लेकिन यहाँ से रास्ता घट जाएगा इसलिए जो हम चाहते हैं कि ये दो इम्पीडेन्सेस बड़ी होनी चाहिए अर्थात चौड़ाई छोटी होनी चाहिए तो यहाँ से कम पावर आती है यहाँ से कम पावर आती है लेकिन बड़ी पावर यहाँ से आती है इसलिए पोर्ट 4 पर आउटपुट 0 के बराबर है तो फिर से विश्लेषण दो शाखा विश्लेषण के समान है जो आप करते हैं यहां पर एक बिंदीदार रेखा खींचना होगा तो यह एक सममित विन्यास है तो अब हमारे पास एक शाखा एक लाइन एक शाखा एक ट्रांसमिशन लाइन एक शाखा होगी तो अब हमें वास्तव में 5 मेट्रिसेस को गुणा करना होगा तो इसके लिए एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवां आप उन सभी 5 मैट्रिसेस को गुणा करें सम मोड विषम मोड के लिए समाधान करें और फिर सीमा स्थिति डालें मानों को हल करें और यही आपको मिलेगा तो हमारे यहाँ क्या है Zs 50 ओम है जो श्रृंखला इम्पीडेन्स है जो यहाँ पर है अब Za 1207 है जो यहाँ और यहाँ पर है और Zb 707 ओम से मेल खाती है अब फिर से सभी लंबाई λ4 हैं तो हम यहां प्रतिक्रिया देखते हैं आप देख सकते हैं कि ये दो पोर्ट 2 और 3 पर आउटपुट हैं आप कह सकते हैं कि वे बहुत छोटी त्रुटि के भीतर लगभग समान हैं और देखते हैं कि S11 और S41 के लिए माइनस 20 dB और माइनस 20 dB से संबंधित बैंडविड्थ क्या हैं और हम देख सकते हैं कि बैंडविड्थ दो ब्रांच कपलर से बहुत बड़ी है यहां बैंडविड्थ 27 से 28 के क्रम की है ताकि दो शाखा युग्मक से बहुत बड़ा अब दो शाखा युग्मक का उपयोग करने के बजाय 4 शाखा लाइन युग्मक का उपयोग करके एक बड़ा बैंडविड्थ प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो यहां हम फिर से अवधारणा के दृष्टिकोण को देखते हैं इसलिए हमारे पास पोर्ट 1 पर इनपुट देते है जो पोर्ट 2 पोर्ट 3 और पोर्ट 4 पर जाता है तो हम यहाँ से देखते हैं 90 एक और 90 एक और 90 इसलिए यहां फेज डिले माइनस 270 डिग्री है लेकिन इस बिंदु पर 90 90 90 एक और 90 माइनस 360 डिग्री है लेकिन इन दोनों पोर्ट पर फेज डिफरेंस वास्तव में 90 डिग्री है जो कि पोर्ट 2 के समान है या पोर्ट 3 के समान है अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि आउटपुट पावर इस विशेष बिंदु पर 0 के करीब हो ठीक है तो अब फिर से हम यहाँ कई रास्ते हैं तो ये एक मार्ग है फिर दूसरा मार्ग फिर दूसरा मार्ग फिर दूसरा मार्ग इसलिए फिर से हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि रास्ते यहां 0 मान पर जा रहे हैं इस प्रकार यहाँ अभी फिर से उल्लेख करने के लिए है इसलिए यह मार्ग 90 डिग्री है जो माइनस 90 डिग्री है जिसे हम 90 डिग्री विलंब कह सकते हैं तो यह माइनस 90 है इसलिए यहां से यहां तक यहां से यहां यहां से यहां तक तो यहाँ यह मार्ग फिर से माइनस 90 डिग्री नीचे जाता है और यहाँ से यहाँ तक का रास्ता प्लस 90 तक ले जाता है और यहाँ से यहाँ तक का रास्ता प्लस 90 लीड की ओर जाता है तो अब एक संकेत यहाँ से आ रहा है यहाँ से एक संकेत आ रहा है जो जुड़ रहा है और एक संकेत यहाँ से आ रहा है यहाँ से आने वाला एक संकेत उन्हें जोड़ा जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि यह इम्पीडेन्स इस के समान है तो ये दोनों प्रत्येक को रद्द कर देंगे अन्य और यह इम्पीडेन्स समान है क्योंकि यह दोनों यहां से रद्द हो जाएंगे और शुद्ध परिणाम यह है कि S41 0 के बराबर होगा तो हम प्रतिक्रिया देखें इसलिए हम फिर से 2 और 3 पर जाने वाली पावर को देख सकते हैं आप कह सकते हैं कि यह काफी सपाट है और अब देखते हैं कि S11 और S41 के लिए बैंडविड्थ क्या है हमने दो शाखा युग्मक या 3 शाखा युग्मकों के समान मापदंड रखे हैं जो माइनस 20 dB माइनस 20 dB है अब आप देख सकते हैं कि इस विशेष मामले में प्राप्त बैंडविड्थ 40 प्रतिशत और 43 प्रतिशत के क्रम की है तो यह बैंडविड्थ 3 शाखा युग्मक से बहुत बड़ा है अब जहां तक डिजाइन का संबंध है यह बहुत अच्छा लग रहा है हालांकि जब हम अमल करने की कोशिश करते हैं तो एक गंभीर समस्या होती है और समस्या गंभीर समस्या यह है ठीक है तो Za 213 ओम के बराबर है अब यह एक बहुत उच्च इम्पीडेन्स है और यह बहुत उच्च इम्पीडेन्स इस बहुत पतली रेखा को जन्म देगी वास्तव में यह लाइन सब्सट्रेट 01 मिमी से 02 मिमी के क्रम का हो सकता है तो इस विशेष बात का अहसास बहुत खराब हो जाता है ठीक है इसलिए अगले व्याख्यान में हम देखेंगे कि इस विशेष समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है और हमने इस विशेष समस्या को हल करने के लिए क्या किया ठीक है इसलिए अभी पिछले दो व्याख्यानों में संक्षेप में हमने युग्मित पंक्ति दिशात्मक युग्मक के बारे में बात की है इसलिए हमने देखा था कि युग्मित लाइन दिशात्मक कप्लर्स माइनस 10 dB से माइनस 20 या माइनस 30 dB के युग्मन के लिए अच्छे हैं जबकि ब्रांच लाइन कप्लर्स माइनस 2 dB या माइनस 3 dB या माइनस 9 dB तक है ठीक है और फिर हमने 2 ब्रांच लाइन कपलर 3 ब्रांच लाइन कपलर और 4 ब्रांच लाइन कपलर देखे थे और हमने देखा था कि दो शाखाओं से अगर आप 3 पर जाते हैं और तब जब हम 4 बैंडविड्थ तक जाते हैं हालाँकि 4 ब्रांच लाइन कपलर के लिए हम देखते हैं कि इम्पीडेन्स बहुत अधिक है इसलिए लाइन की चौड़ाई बहुत छोटी हो जाती है इसलिए अगले व्याख्यान में हम देखेंगे कि इस विशेष समस्या को कैसे हल किया जाए हम आपको अगली बार देखेंगे